प्रिय प्रतिभागियों चौथे मॉड्यूल के तीसरे सप्ताह में आपका स्वागत हैं इस मॉड्यूल में हम अलग अलग फिंगर मूवमेंट के महत्व पर विचार करेंगे हम ने अलग अलग हाथों की स्थिति और इशारों पर ध्यान दिया है लेकिन न केवल हाथ है बल्कि उंगलिया अंगूठा हथेली भी कुछ भावनाओं और मूड का संकेत देती है और हमारी बातचीत को महत्व देती है वास्तव में जो नवारो है हमारी भावनाओं और विचारों को हाथों की मदद से संवाद स्थापित करने के लिए और वह महसूस करता है कि जो महत्व किसी भी संचार में हाथ और उंगलियों के मूवमेंट को दिया जाता है वो ठीक नहीं है रूप से श्रेष्ठता दर्शाता हैं और कुछ इशारे विशेष रूप से अंगूठे का ऊपर होने का इशारा सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय हैं यहां तक कि इसकी अलग अलग संस्कृतियों में अलग व्याख्या है अंगूठा सामान्य रूप से हमारे प्रभुत्व और मुखरता और कभी कभी आक्रामक और अपमान जनक दृष्टिकोण की भावना प्रदर्शित करते हैं यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि अंगूठे के इशारे सेकेंडरी इशारे हैं और वे हमेशा एक क्लस्टर का हिस्सा होते हैं वह कभी भी स्वतंत्र रूप से पढ़ा नहीं जाता है अधिकांश संस्कृतियों में अंगूठे के इशारे का मतलब है कि यह काम अच्छी तरह से पूरा हो गया है हालाँकि वह पैटर्न जिसमें इस विशेष हावभाव को लिया जाता है विभिन्न संस्कृतियों में व्याख्याएं और सहानुभूति भी भिन्न होती हैं जापान में इसकी व्याख्या एक ही है हालांकि अंगूठे को एक बंधी हुई मुट्ठी के साथ हवा में ऊपर करना होता हैं जबकि अधिकांश देशों में हम पाते हैं कि मुट्ठी पूरी तरह से क्लेन्चेड नहीं है वह एक इशारा जो जापान में सब कुछ अच्छा है का संकेत देता हैं अरब देशों में अपमान जनक इशारे के रूप में माना जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस मेंइसका मतलब अपमान है अंगूठे का उपयोग गिनती करने के लिए भी किया जाता है लेकिन क्या यह नंबर एक है या नंबर पांच सांस्कृतिक भिन्नताओं पर निर्भर करता है जहां एक बच्चा गिनती करना सीख रहा है अंगूठा सामान्य रूप से फिस्ट के मूवमेंट से जुड़े होते हैं और मुट्ठी में अंगूठा एक चिंता का संकेत देता हैं जब अंगूठे को अंगुलियों के अंदर दबाया जाता है तो इसे अक्सर एक चिंताजनक स्थिति में निश्चित आराम पाने का एक तरीका माना जाता है वार्ता और बिक्री के दौरान हमारे संवादों के दौरान हम इस विशेष चिन्ह को देख सकते हैं और किसी भी तरह का प्रयास कर सकते हैं कि अंगूठा मुट्ठी से वापस बाहर हो तो बातचीत एक सकारात्मक दिशा में जा सकती हैं बंद हाथ लेकिन एक उभरी हुई उंगली के साथ मुट्ठी दूसरी तरफ दृढ़ संकल्प और जोर और विंस्टन चर्चिल की यह प्रतिष्ठित तस्वीर समान विचारों का प्रतिनिधित्व करती है सितंबर 191946 को विंस्टन चर्चिल ने अपना प्रसिद्ध भाषण ज्यूरिख में दिया था और जहां उन्हें संयुक्त राज्य यूरोप के निर्माण के लिए बुलाया गया था यहाँ हम पाते हैं कि उनके बंद हाथ और एक उभरी हुई उंगली के साथ मुट्ठी उनके दृढ़ संकल्प के साथ साथ सकारात्मक विचार पर जोर देती हैं कोट की पॉकेट्स से बाहर फैला हुआ अगूँठा एक बहुत ही सामान्य इशारा है जो हम नियमित रूप से व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक समारोहों में देखते हैं यह आमतौर पर उन लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो सोचते हैं कि वे कमांड करने की स्थिति में हैं और साथ ही वे किसी भी तरह दूसरों से बेहतर हैं कभी कभी हमें लगता है कि लोग अपनी पीछे की जेब का इस्तेमाल अपने उभरे हुए अंगूठे को दिखाने के लिए करते हैं यह दूसरों से प्रमुख रवैया छुपाने की कोशिश में किया जाता है काम के माहौल में हमे हमेशा मालिक इस तरह चारों ओर घूमता मिलेगा जो अंगूठे को उसके कोट की जेब से बाहर फैलाए हुए होगा दूसरा व्यक्ति कभी कभी इस इशारे को अपना सकता हैकी मैं मालिक हूं लेकिन बॉस की उपस्थिति में यह इशारे कभी नहीं करेगा पीज़ ने टिप्पणी की है कि यह प्रिंस चार्ल्स के नियमित इशारों में से एक है जो उनकी बेहतर स्थिति के साथ साथ इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि वह चीजों के नियंत्रण में है अक्सर हम इस इशारे को खलनायक में देख सकते हैं इन लोगों में हम पाते हैं कि यह अन्य लोगों के सामने उनके महत्व को रेखांकित करने के लिए है एक और आम इशारा थंब क्लस्टर का तब होता है जब हाथ मुड़े होते हैं लेकिन अंगूठे ऊपर की ओर इशारा करते हैं यह डबल सिग्नल के रूप में व्याख्या की जाती है यह एक रक्षात्मक और नकारात्मक रवैया दर्शाता हैं हाथ मुड़े होने की मदद से हालाँकि बेहतर दृष्टिकोण अंगूठे से पता चलता है व्यक्ति सामान्य रूप से इस क्लस्टर का उपयोग एक बेहतर रवैया के लिए करता है लेकिन एक ही समय में वह बचाव की मुद्रा या वह खुद को और दूसरों के बीच एक बाधा पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है यदि एक व्यक्ति बैठा हैऔर वह इस आसन को अपनाया है तो व्यक्ति सामान्य रूप वार्ता के दौरान अपने अंगूठे से ट्विड्डल करेगा और यदि एक व्यक्ति खड़े होकर इस मुद्रा को अपनाने हैतो व्यक्ति अपने पैरों पर घूमेगा तर्जनी उंगली को अंगूठे के रगड़ना पैसे से संबंधित इशारा है जैसे कोई अंगूठे और उंगलियों के बीच एक सिक्का रगड़ रहा हो लेकिन यह एक अत्यधिक नकारात्मक इशारा है क्योंकि यह अपने सभी नकारात्मक संघों के साथ धन का संकेत देता है और इसलिए लोग इस इशारे के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़े रहना पसंद नहीं करते हैं एक और सामान्य इशारा जिसे प्रिसिशन ग्रिप कहा जा सकता है और उस के वैरिएशन है जैसे कि आप अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच कुछ नाज़ुक और महत्वपूर्ण पकड़ रहे हैं आप एक कलम या एक सुई या नरम रेशम का एक टुकड़ा पकड़ सकते हैं संवादों के दौरान आप पाएंगे कि यह इशारा विशेष रूप से जब हथेली खुद की ओर हो तो सटीकता और साथ ही उस स्थिति की नाजुकता का पता चलता है जिसके बारे में व्यक्ति बात कर रहा है हम पाते हैं कि दर्शकों और श्रोताओं को यह इशारा तुरंत समझ में आता है और इसलिए आज के राजनीतिक नेताओं का यह पसंदीदा इशारा हो गया है तो यह एक उल्टा ठीक का इशारा है हथेली बाहर की ओर है और उंगलियों को नरम रूप से गोल किया गया है यह डराने से बचता है क्योंकि उंगलियों से कोमलता जुड़ी हैं और इसलिए इसे विचारशील लक्ष्य उन्मुख सटीक इशारा माना जाता है चुटकी या सटीक पकड़ के एक छोटा सा रूपांतर हमें स्थिति की नाजुकता के साथ साथ तर्क के महत्व को रेखांकित करने में मदद करते हैं जिसे हम पास करना चाहते हैं पर उस ही समय अगर हम नरम उंगलियों के साथ कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि यह एक अभिमान के संकेत के रूप में कभी नहीं माना जाता है एक और भिन्नता हैं ओके ऐ साइन जो हमारे अंगूठे और उंगलियों के साथ बनाया जाता है यह एक इशारा भी है जिसे अलग अलग अर्थ और सांस्कृतिक संगठन मिले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सब कुछ ठीक' है का संकेत है जापानी संस्कृति में इसका मतलब पैसा है फ्रांस में यह शून्य भी हो सकता हैस्कैंडेनेविया और मध्य यूरोप के कुछ भागों में यह एक अभद्र संकेत माना जाता है कुछ देशों में यह एक रूट इशारा माना जाता हैरूस ब्राजील तुर्की और मेडिटरेनीयन संस्कृतियों में एक अश्लील इशारा माना जाता है तो कोई यह कह सकता है कि भले ही हाथ की चाल और उंगली के इशारे लगभग सार्वभौमिक हों लेकिन इन सामान्य इशारों की व्याख्या सांस्कृतिक है इस दिलचस्प वीडियो में हम पाते हैं कि हाथ और अंगूठे के अर्थ की व्याख्या दी गई है हाथ ज्यादा बता देता हैं तो यदि आप कभी भी हाथ से किसी को देख रहे हैं जब अंगूठे उंगलियों के साथ पीछे में टकेद हैं यह सूचक हैं कि कुछ अंदर चल रहा हैं वह इच्छा शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है जब इच्छा शक्ति इस तरह कवर की जा रही हैयह बता रहा हैं कि व्यक्ति असुरक्षित हैं वहाँ डर हो सकता है कि क्या होने वाला हैं तो मुझे सिर्फ नरम होना है और उम्मीद है कि वे खुद के बारे में बेहतर महसूस करेंगे आजकल एक विशेष इशारा अपेक्षाकृत आम हो गया है यह फिस्ट बम्प राष्ट्र में छा गया यह एक शीर्ष हैडलाइन थी तो आप पाएंगे कि फिस्ट बम्प शायद एक शुरुआती बम्पर था इस मीडिया क्लिप में फिस्ट बम्प के कुछ उदाहरण है और यह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ के मूवमेंट का एक संक्षिप्त दृश्य है एक और कॉमन फिंगर मूवमेंट जिसे हम अपनी पेशेवर सेटिंग में लेते हैं वह पॉइंटर है कुछ दिशाओं की ओर इशारा करती हुई उंगली हम पाते हैं कि इस विशेष फिंगर मूवमेंट के मूल अहानिकर है जैसे कोई व्यक्ति किसी दूरी पर कुछ बातें की ओर इशारा कर रहा है हालांकि पेशेवर संचार की बैठकों में किसी व्यक्ति को पॉइंट करने के लिए इसे अयोग्य माना जाता है इसका मतलब है कि हम उस पर उंगली उठाकर उस पर आरोप लगा रहे हैं कभी कभी हम महसूस करते हैं कि जो लोग बहुत परेशान हो गए हैं या अत्यधिक क्रोध महसूस करते हैं वे अक्सर दूसरों की ओर संकेत करते हैं कि वे कितनी बुरी तरह से आहत या अपमानित हुए हैं हालाँकि आमतौर पर इससे बचा जाना चाहिए कुछ मामलों में हम पाते हैं कि यह अधिकार की भावना से भी जुड़ा हुआ है जब एक उच्चाधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को उंगली का संकेत देता है बिना अपमान की किसी भी भावना के साथ हालांकि विशेष रूप से सहयोगियों के बीच यह बात करने के तरीके के रूप में देखा जाता है एक जानबुजकर किया गया अपमान इसे टकराव और अत्यधिक आक्रामक माना जाता है तो उंगली के इशारा करने से बचना चाहिए हालाँकि अगर कुछ अड़चनों के कारण हमें किसी अन्य व्यक्ति को पॉइंट करना है तो किसी विशेष उंगली का उपयोग करने के बजाय पूर्ण हाथ का उपयोग करना उचित होगा दूसरी ओर अपनी उंगली को हवा में एक सूचक के रूप में उपयोग करना जैसे कि आप हवा में कुछ लिख रहे हैं यह आत्मविश्वास और अधिकार की भावना को दर्शाता है हम अक्सर सामाजिक नेताओं राजनीतिक नेताओं और धार्मिक प्रचारकों को बहुत प्रभावी तरीके से इस मूवमेंट का उपयोग करते हुए पाते हैं सार्वजनिक भाषण की स्थिति में हम पाम क्लोज्ड फिंगर पॉइंटेड इशारा देख सकते हैं हम पाएंगे कि हथेली बंद है और उंगलियां इशारा कर रही हैं लेकिन मुट्ठी भी है यह आम तौर पर एक प्रतीकात्मक क्लब की तरह होता है जिसे वक्ता श्रोताओं को आलंकारिक रूप से हरा देता है जिन लोगों के लिए इसका उद्देश्य होता है वे उतावले और गुस्से में महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जानबूझकर अधीनस्थ पद पर रखा गया है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं एक और वेरिएशन को फिंगर जैब स्थिति में रखा जाए उंगली का एक और पहलू हमारी उंगलियों की मदद से अधीर या नर्वस ड्रमिंग से संबंधित है हमारे तंत्रिका का अंत हमारी उंगलियों में घनीभूत रूप से केंद्रित होते हैं और हमारी उंगलियां स्पर्शशील एंटीना के रूप में विकसित हुई हैं जिसके साथ हम भौतिक दुनिया का पता लगाते हैं इसलिए जब भी हम चिंतित या परेशान लग रहे होते है तो उंगलियों हमेशा सिमुलेटेड होती हैं हम या तो उन्हें एक सतह को छूने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ आश्वासन प्राप्त करने के लिए खुद को सांत्वना देने के लिए और समय काटने के लिए तो उंगलियों का टैप करना हमारी निराशा ऊब और चिंता का संकेत कर सकता है इन संगठनों में से कोई सकारात्मक होने वाला नहीं हैं पर आपको लगता है कि अगर उंगलियों को व्यस्त रखा जाता है तो हम को क्या निर्णय लेना है पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे पर दूसरी ओर हम पाते हैं कि विक्रेताओं ने इसको एक रणनीति के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है जैसे ही आप एक विक्रेता के संपर्क में आते हैं आप पाते हैं कि वे आपकी उंगलियों कॉपी करना चाहते हैं उंगलियों एक बहुत लंबे समय के लिए खाली नहीं रह सकती अगर आप एक अच्छे विक्रेता से बात कर रहे हैं तो वो आपके हाथों में छोटी मोटी वस्तु दे देगा ताकि आप वे क्या कह रहे हैं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके द्रोप्पिंग ऑफ़ फिंगर्स हमेशा एक नकारात्मक भाव है और इसलिए हमारी सभी पेशेवर सेटिंग्स में इससे बचा जाना चाहिए इसी तरह जब हम अपने हाथ या उंगली हमारे चेहरे आदि के पास लेते हैं यह हमेशा नकारात्मकताएक का संकेत है एक बाधा बनाने की हमारी इच्छा हमारा और अन्य लोगों के बीचताकि कुछ और समय की तलाश की जा सके किसी विशेष स्थिति से बचने के प्रयास के लिए डेसमंड मॉरिस के एक शोध का उल्लेख करना चाहूँगा जिसने पहली बार पता लगाया था कि झूठ बोलना नाज़ुक गर्दन में एक सनसनी पैदा करता है और मुद्दों का सामना करना पड़ता है और अक्सर हमें उन्हें रगड़ने या खरोंचने की इच्छा होती है ताकि हम इस खुजली को संतुष्ट कर सकें और इसलिए जब भी लोग इस बारे में अनिश्चित होते हैं कि उन्हें क्या कहना है तो वे अपनी गर्दन को खरोंचते हैं अगर वे एक शर्ट पहने हुए हैं एक कॉलर पुल होगा गर्दन खरोंचना आदि भी वहाँ होगा कभी कभी यह अन्य शरीर के भाषाई इशारों से जुड़ा हो सकता है विशेष रूप से आंखों के संपर्क में कमी या आंखों की क्षति आदि अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है और साथ ही कॉलर पुल कर रहा हैतो व्यक्ति को दोहराने के लिए पूछना एक अच्छी रणनीति होगी जो उसने कहा उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए है इससे स्पीकर को एक ही विचार दोहराना होगा और शायद यह बातचीत में कुछ स्पष्टता लाएगा व्याख्यान देते समय या किसी अन्य औपचारिक स्थिति के दौरान इस प्रकार का इशारा स्पीकर की छवि की सकारात्मकता को कम करता है इसी तरह अगर कोई गर्दन खरोंचता है तो यह इस रक्षात्मक इशारों की एक और विविधता है यह निश्चित अनिश्चितता का भी संकेत देता है और हम लगभग व्यक्ति को 'ओह मुझे यकीन नहीं है कि मैं इससे सहमत हूं' कहते हुए सुन सकते हैं कभी कभी मौखिक रूप से कोई व्यक्ति इसका खंडन कर सकता है व्यक्ति कह सकता है'ओह मैं आपकी स्थिति को अच्छी तरह से समझता हूं' गर्दन की खरोंच का उपयोग करते हुए लेकिन तब हम आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति इस कथन में सत्य नहीं बोल रहा है कभी कभी हमारी उंगली का मूवमेंट बहुत रीवीलिंग हो सकता है उदाहरण के लिए मुँह में उंगली एक व्यक्ति द्वारा प्रयास हैं एक बचपन की सुरक्षा में वापस लौटने के लिए जबर्दस्त दबाव में खुद को महसूस करना हालांकि अधिकांश हाथ से मुंह के इशारे कुछ प्रकार के धोखे झूठइच्छा समय खरीदने या स्थिति से बचने के लिए संकेत करते हैं लेकिन मुंह में उंगली का इशारा आश्वस्त होने के लिए एक रोना है इस संवाद में सबसे अच्छी रणनीति शांत और अन्य व्यक्ति के प्रति आश्वस्त रहने के लिए हैं इसी तरह हम पाते हैं कि कुछ निश्चित इशारे हैं जिन्हें या तो सार्वभौमिक रूप से या कुछ विशेष देशों में ही आक्रामक माना जाता है उदाहरण के लिए पहला संकेत समाज के कुछ क्षेत्रों में शैतान का संकेत माना जाता है दूसरा इशारा अगर इटली में इस्तेमाल किया जाए तो आक्रामक माना जाता है और जैसा कि कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है यह जेल में सक्षम अपराध भी हो सकता है तीसरा भाव जो किसी पर शुरू हो गया है जो एक मासूम और अहानिकर इशारा माना जाता हैकई संस्कृतियों में सबसे उच्च आक्रामक माना जाता है फिलीपींस में यह एक इशारा है जो समाज में कुत्तों के लिए आरक्षित है उस समय में हम पाते हैं कि उंगली के मूवमेंट के कुछ अन्य सामान्य रूपांतर हैं क्रॉस की गई उंगलियां आशा का संकेत देती हैं क्योंकि इससे क्रूसीफिक्स की एक मोटी छवि बनाती हैं अगर कोई नाखूनों का निरीक्षण करता हैं यह नकारात्मकता बताता है और फिर हम एक ऊब या उदासीनता या विश्वास की कमी है आदि समझ सकते हैं फ्लटरिंग से ऊब और तनाव का भी संकेत मिलता है और इन इशारों से एक कार्यस्थल की औपचारिक सेटिंग में बचना चाहिए आगामी वीडियो में कुछ चित्र और अधिक पाया उंगली के इशारों को आगे देखेंगे यह हाथों के इशारे से सामान्यत हाथ का चिन्ह कहा जाता हैं जब कुछ अच्छा है लेकिन वास्तविकता में यह लोकप्रिय बनाया गया है और संकेत का कुलीन इस्तेमाल होता है यह उन्हें एक दूसरे को संदेश देने और लोगों को उनकी संबद्धताओं को जानने में मदद करता है यदि हम प्रतीकों को समझ सकते हैं और उनका क्या मतलब है तो हम उनके शैतानी एजेंडे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं उदाहरण के लिए हाथ का यह चिन्ह एक शैतानी संकेत जिसका अर्थ है 666 अन्य लोगों और अल्लेजियन्स के साथ निष्ठा दिखाने के लिए चिन्ह हैं यहाँ प्रतीक ज्यादातर शांति के चिन्ह के रूप में जाना जाता है लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि वी का मतलब जीत के लिए है यह भी सांकेतिकता से जुड़ना है हिब्रू अक्षर का अर्थ वी के लिए नेल है अब नेल साइनवाद के भाईचारे के भीतर साइन के गुप्त शीर्षकों में से एक है साइन हमें यह बताने के है यह उसके पसंदीदा संकेतों में से एक है शांति चिन्ह के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है लेकिन वास्तव में शांति नहीं है क्योंकि अगर इस भाग को देखते हैंयह वास्तव में एक उल्टा टूटा हुआ क्रॉस है जो किसी कौवा के पाँव की तरह दिखता है क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को पॉइंट करना रूड क्यों होता हैं हो सकता है कि क्योंकि प्राचीन दिनों में इस तर्जनी को ज़हरीली माना जाता था और यहां तक कि वर्तमान समय में इस उंगली से पॉइंट करना कठोर है उंगली को शरीर से दूर करना ओकुलट सर्किल जाना जाता है जो विश्वास के हैं जबकि ऊपर की ओर इशारा करना उत्पीड़न का संकेत है बीच की उँगली सलामी हर कोई जानता है कि किसी पर इस उंगली से इशारा करना वास्तव में अशिष्ट है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के इशारे जिनका उपयोग हम मुंह या चेहरे को सामान्य रूप से ढंकने के लिए करते हैं या तो नकारात्मकता या रक्षा का संकेत देते हैं माउथ कवर उनमें से एक है जो एक उंगली या कई उंगलियों का उपयोग करके किया जा सकता है इसतरह नाक स्पर्श जो हम कई बार मालिश की मदद के साथ कर सकते हैं ये इससे बचने की इच्छा का संकेत देते हैं यह झूठशर्म या क्रोध के साथ जुड़ा हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से वे सकारात्मकता का संचार नहीं करते हैं वास्तव में नाक का स्पर्श अक्सर उस चीज से जुड़ा होता है जिसे आमतौर पर पिनोच्चियो प्रभाव जाना जाता है वैज्ञानिकों ने बताया कि जब एक व्यक्ति झूठ बोलता हैं कुछ रसायनों का रिसाव होता हैं और नाक के अंदर टिश्यू में सुजन आ जाती हैं और इसलिए जब एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है या जबर्दस्त तनाव महसूस कर रहा हैतब नाक को रब करने की एक आंतरिक इच्छा होती है इसी तरह हम पाते हैं कि हाथ का चेहरे तक जाना मूल्यांकन के साथ जुड़ा इशारा है मूल्यांकन एक बंद हाथ से दिखाया गया हैठोड़ी या गाल पर आराम करते हुए अक्सर तर्जनी ऊपर की ओर इशारा करती है इसी तरह जब व्यक्ति रुचि खोना शुरू कर देता है लेकिन फिर भी दिलचस्पी महसूस करने के रूप में सामने आना चाहता है तो स्थिति बदल जाएगी और व्यक्ति हथेली की एड़ी पर कुछ सहारा देगा मध्य प्रबंधक अक्सर इस कदम का उपयोग करते हैं या इसकी विविधताओं का जब वो लोग वास्तव में उन लोगों के संपर्क में आते हैं जो कर्मचारियों के दिनभर की बात सुनते हैं इसी तरह अगर हाथ मुंह के पार चले गए हैं सिर पीछे की ओर झुका हुआ है तो यह मौखिक छल झूठ या धोखे का एक अशाब्दिक संकेत बन जाता है हाथ चेहरे के पास का इशारा से यह भी पता चलता है कि क्या एक व्यक्ति किसी परिस्थिति में ऊब महसूस कर रहा है या वास्तव में स्थिति में रुचि रखता है जब व्यक्ति ऊब महसूस करता है तो व्यक्ति सिर का समर्थन करने के लिए हाथ का उपयोग करता है और यह संकेत देता है कि बोरियत में सेट हो गया है और सिर का समर्थन किया जा रहा है ताकि व्यक्ति सो न जाए पर दूसरी ओर हम पाते हैं कि वास्तविक दिलचस्पी बंद हाथ गाल पर आराम से रेस्ट कर रहा है तर्जनी ऊपर की तरफ इशारा करते हुए है लेकिन सिर वास्तव में हाथ के समर्थन पर आराम नहीं कर रहा है हम ने रक्षात्मक स्पर्श के कई रूपों के बारे में बात की है जिसमें हमारा हाथ और उंगली हमारे चेहरे पर चलती है कान को रगड़न भी उसकी एक विविधता है कान रगड़ना वक्ता के शब्दों से बचने के लिए प्रयास हैं यह दोनों कानों पर हाथों का एक अच्छा वयस्क संस्करण है जिसका उपयोग उन बच्चों द्वारा किया जाता है जिन्हें किसी वयस्क द्वारा कान के पीछे रगड़कर ईयरलोब को खींचकर या पूरे कान को आगे की ओर झुकाते हुए सुझाव दिया जाता है कि वह व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है जो कुछ कहा जा रहा है उसे सुनो और उसी समय कुछ निश्चित बहानों की तलाश में है जिसे पारित किया जा सकता है आँख को रगड़ना भी धोखा या संदेह को बाहर करने का प्रयास है श्रोताओं की टकटकी से बचने के लिए आँखों को जोर से रगड़ना या दूर देखना या छत की ओर देखना भी उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पर हाथ और उंगली का मूवमेंट नकारात्मकता बाधाओं और रक्षा के सुझाव से संबंधित है इसका सही अर्थ पता लगाने के लिए हम कुछ अन्य मौखिक और गैर मौखिक संचार के संदेशों पर भरोसा कर सकते हैं यह एक दिलचस्प वीडियो है जो हमें आँख रगड़ने की व्याख्याओं के बारे में बताता है छोटी उम्र में अपनी आँखों को ढँक लिया जब आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको अच्छा नहीं लगता या जो घृणित या स्थूल या डरावना था जो जानता है लेकिन आपने अपनी आँखों को ढँक लिया है आप बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी आँखों को ढँक लेते हैं जब कुछ ऐसा देखा हो जो आपको अच्छा नहीं लगता या कभी कभी इसको आंख को रब करना कहते हैं तो यह थोड़ा सा अपनी आँखों को पूरा कवर की तुलना में कम है जब कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वे अपनी आँखों को कुछ इस तरह ढँकें कि वे उनको पसंद नहीं हैं तो कहते हैं कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा हैं वे उस व्यक्ति को देखना नहीं चाहता जिससे वो झूठ बोल रहा है क्योंकि यह बुरा और गलत लगता है तो वे आँख को रगड़ना जैसा कुछ करते हैं यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को थोड़ा अधिक प्रमुखता से आता है तोलड़के आँख को रगड़ते हैं जबकि लड़कियाँ हल्के से आँख के नीचे या कुछ ऐसे छू सकती है यह बात विभिन्न कारणों से हो सकती है इसलिए तार्किक रूप में वे अपने मेकअप को खराब नहीं करना चाहती हैं लेकिन आंख रगड़ना अभी तक धोखा का एक और संकेत है जिसे आप देख सकते हैं अब एक बार फिर ध्यान रखें कि आप अवलोकन करने वाले हैं मैं यहां हाथ और उंगलियों की अपनी चर्चा को समाप्त करुंगा अगले मॉड्यूल में पैर और बैठने के आसन के बारे में जनेगे